पिछले लेक्चर में औद्योगिक प्रक्रियाओं के पार्ट एक में हम औद्योगिक प्रक्रियाओं के विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं विशेष रूप से स्मार्ट कारखानों की विभिन्न विशेषताओं की एक प्रक्रिया बिंदु से गुजरे हैं इस लेक्चर में औद्योगिक प्रक्रियाओं में औद्योगिक IoT के कार्यान्वयन के कुछ मामलों का अध्ययन किया गया है तो संक्षिप्त केस स्टडीज जो सभी अलग अलग कंपनियों ने अपने अलग अलग उत्पादन प्रक्रियाओं के निर्माण प्रक्रियाओं में औद्योगिक IoT को पहले ही लागू कर दिया है हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से जाएंगे और यह बहुत उच्च स्तर पर होगा और प्रत्येक उद्योग की अपनी गहरी समझ है कि इसने अलग अलग कार्यान्वयन और तैनाती कैसे की है इसलिए हम इनमें से कुछ स्नैपशॉट को समझने के लिए बहुत उच्च स्तर पर जाएंगे कि कैसे सभी कंपनियों और किन सभी कंपनियों ने IIoT को अपनाया है इसलिए इन चीजों के बारे में हम उच्च स्तरीय समझ प्राप्त करने जा रहे हैं इसलिए जब हम उद्योग 40 के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग दृष्टिकोण हैं अलग अलग क्षेत्र हैं जिस पर विचार करने की आवश्यकता होगी IIoT के संदर्भ में स्मार्ट रोबोटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है सामान्य रोबोटिक्स में उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं मशीन रोबोट से लैस हैं तो मूल रूप से इन मशीनों को स्वायत्त रूप से चलाया जाता है और ज्यादातर मामलों में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है और यहां तक कि अगर मानव हस्तक्षेप है तो भी यह न्यूनतम है इसलिए स्मार्ट रोबोटिक्स व्यापक रूप से तैनात और विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है और दूसरा भविष्य का कारखाना है बुद्धिमान विनिर्माण स्मार्ट वेयरहाउसिंग एयर एज ए सर्विस एयर एज ए सर्विस एक ऐसा शब्द है जिसे इन उद्योगों में से एक द्वारा बनाया गया था जिसे हम शीघ्र ही देखेंगे तो यहाँ मूल रूप से यह हवा कंप्रेसर है जिसे हम स्मार्ट बनाने के बारे में बात कर रहे हैं एक हवा कंप्रेसर को स्मार्ट बना रहे हैं और हम इसे और अधिक विस्तार बेहतर खनन स्मार्ट रसद और ट्रैकिंग और ट्रेसिंग में देखेंगे इसलिए इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में IIoT का पहले से ही उपयोग किया गया है और उनकी मशीनरी IIoT के निगमन की सहायता से इन उद्योगों में विभिन्न अन्य गतिविधियों को बनाने और ले जाने में उनकी अलग अलग प्रक्रियाएँ अधिक स्मार्ट बनाई गई हैं तो यह कंपनी ICP DAS है जिसमें अलग अलग सेक्टर हैं इसलिए उनके पास ऊर्जा क्षेत्र M2M विनिर्माण क्षेत्र और सुरक्षा है और उन्होंने इनमें से प्रत्येक विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग 40 को शामिल किया है इसलिए मूल रूप से ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा प्रबंधन के लिए औद्योगिक IoT समाधान प्रदूषण निगरानी पर्यावरण निगरानी स्मार्ट घर और स्मार्ट कार्यालय सेटअप शामिल है M2M के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला स्वचालन रसद गति नियंत्रण भंडारण और पार्किंग विनिर्माण के संदर्भ में मशीन इंटरनेटवर्किंग सिस्टम हेल्थ डायग्नोस्टिक्स सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग उत्पादन दक्षता रिमोट प्रबंधन आदि सुरक्षा के संदर्भ में पौधों की सुरक्षा निगरानी सूचना सुरक्षा पर्यावरण सुरक्षा इसलिए ये अलग अलग डोमेन क्षेत्र हैं जिसमें यह कंपनी ICP DAS उद्योग 40 को सुसंगत बनाने के लिए IoT समाधान को शामिल करने के लिए काम कर रही है कंपनी कैटरपिलर और मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश पहले से ही इस कंपनी कैटरपिलर से परिचित हैं यह भारी मशीनरी डोमेन में है इस कंपनी के भारी मशीनरी डोमेन में विभिन्न उत्पाद हैं और इसलिए कैटरपिलर ने मूल रूप से IoT और ऑगमेंटेड वास्तविकता के उपयोग के साथ क्या होता है एक वास्तविक समय मशीन की स्थिति और उनके पास मौजूद विभिन्न मशीनों की मशीनों की स्थिति के बारे में एक स्मार्ट दृश्य प्राप्त करने में सक्षम है इसलिए मूल रूप से उन्होंने इन मशीनों को बनाया है कि वे स्मार्ट उत्पादन करें इसलिए IoT और ऑगमेंटेड वास्तविकता की मदद से रीयल टाइम मशीन की स्थिति की निगरानी की जा सकती है उनकी स्थितियों की निगरानी की जा सकती है आदि तो मूल रूप से ये मशीनें आपस में जुड़ी हुई हैं और वे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अलग अलग डेटा भेजती हैं और इन सभी डेटा को अलग अलग निर्देशों के रूप में अलग अलग ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है या ये अलग अलग डेटा उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं और इस डेटा का उपयोग भविष्य की असफलताओं की भविष्यवाणी करने के लिए आगे की भविष्यवाणी के लिए किया जा सकता है और यदि कोई बजट मुद्दा है और इसी तरह तो इसलिए मूल रूप से उनके पास सेंसर से लैस मशीनरी है ये स्मार्ट भारी मशीनरी हैं जो सेंसर से लैस हैं एक्ट्यूएटर से लैस हैं और ये सेंसर से लैस मशीनरी बहुत सारे डेटा देती हैं जो आमतौर पर वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से भेजे जाते हैं और एक AR ऐप ऑगमेंटेड वास्तविकता क्या है तो हम पहले ही इसे समझ चुके हैं तो उनके पास एक AR ऐप है और अंत में उपयोगकर्ता बेहतर तरीके से पहुंचने में सक्षम हैं वे एक्सेस प्राप्त करने और सिस्टम को देखने में सक्षम हैं जिसका वे उपयोग कर रहे हैं अमेज़ॅन मुझे लगता है कि हर कोई इस कंपनी अमेज़ॅन से काफी परिचित है क्योंकि यह रसद क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है तो अमेज़ॅन के पास हर कंपनी है अमेज़न की अपनी आपूर्ति श्रृंखला भी है इसलिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन स्मार्ट लॉजिस्टिक्स वगैरह अमेज़ॅन द्वारा IoT के निगमन के माध्यम से किया गया है इसलिए मूल रूप से स्मार्ट हैं इसलिए वे अपने आपूर्ति बेड़े के स्मार्ट नियंत्रण को प्राप्त करने में सक्षम हैं और साथ ही वे भविष्य के बाजार की मांग के साथ अपने रसद की स्थिति का अपडेट प्राप्त करने में सक्षम हैं मूल रूप से स्मार्ट वेयरहाउसिंग के संदर्भ में उनके पास अलग अलग तकनीक चालक होते हैं जो तकनीकी ड्राइवरों का उपयोग करते हैं जहां एक गोदाम स्वचालन और मानव मशीन इंटरैक्शन है उनके गोदामों में रोबोट से सुसज्जित अच्छा भंडारण और पिकअप की सुविधा भी है मूल रूप से ये सभी चीजें समग्र परिचालन में सुधार लाने और तेजी से परिचालन समय कम परिचालन लागत के साथ तेजी से संचालन समय के लिए किया गया है बोइंग कंपनी यह हवाई क्षेत्र में है बोइंग के अपने विमान हैं बोइंग ने विभिन्न क्षेत्रों में IoT को शामिल किया है अपनी अलग अलग प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार के लिए उनकी मशीनों की कार्यक्षमता जिस तरह से वे संचालित होती हैं उत्पादन प्रक्रिया आदि विभिन्न क्षेत्रों में IoT को शामिल किया है तो उनके पास स्मार्ट और डिजिटल विनिर्माण सुविधा है जो लाखों विमान भागों की असेंबली में मदद करता है तो यह एक स्मार्ट प्रक्रिया है और यह अलग अलग सेंसर और एक्ट्यूएटर्स को शामिल करने के साथ हासिल किया जाता है ये मूल रूप से विनिर्माण प्रक्रिया में दक्षता में यह स्मार्टनेस कम असेंबली विलंब और कम प्रतिक्रिया समय के मामले में समग्र दक्षता में सुधार करते हैं निर्माण प्रक्रिया में त्रुटियों को कम करते हैं उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं सिस्को और फैनुक वे मूल रूप से दूरसंचार क्षेत्र में हैं और उन्होंने अपने स्मार्ट कारखाने का विकास किया है जहां उद्देश्य औद्योगिक सुविधा में डाउनटाइम को कम करना है उनके मुख्य टेक ड्राइवर मूल रूप से सेंसर से लैस रोबोट निर्माण सुविधा और क्लाउड आधारित एनालिटिक्स हैं मूल रूप से वे पूर्वानुमान के रखरखाव और विफलता का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हैं और भविष्य कहनेवाला रखरखाव का अर्थ है कि मशीन के विफल होने से पहले ही जानने की कोशिश करना यह जानने की कोशिश करना कि किसी विशेष मशीन को रखरखाव आगे रखरखाव और इसी तरह की आवश्यकता कब होगी और यह मूल रूप से समग्र डाउनटाइम को कम कर देगा क्योंकि ये वही हिस्से हो सकते हैं भविष्य में जिन भागों के असफल होने की संभावना है उन्हें पहले से बदला जा सकता है ताकि पूरी प्रणाली को न बदलना पड़े प्रणाली अपंग न हो और जैसा कि हम समझ सकते हैं कि यह मूल रूप से सिस्टम के डाउनटाइम को कम करेगा हिताची एक ऐसी कंपनी है जिसे सभी जानते हैं और प्रसिद्ध है और यह कंपनी एकीकृत IIoT समाधान भी शामिल कर रही है उनके पास लुमडा IoT प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो भविष्य में होने वाली किसी विशेष चीज़ की भविष्यवाणी करने और फिर अपेक्षित कार्रवाई करने में मदद कर सकता है दूसरे प्लेटफॉर्म हैं इसलिए अनिवार्य रूप से IIoT समाधान के एकीकरण के माध्यम से जो वे प्राप्त करना चाहते हैं वह उत्पादन त्वरण है इसलिए उपयोगकर्ता की जरूरतों के आधार पर आवेदन की जरूरतों के आधार पर वे कुशलता से उत्पादन करने में सक्षम हैं लेकिन एक त्वरित फैशन में जो भी वे बाजार में उत्पादन कर रहे हैं जॉन डीरे एक कंपनी है जो कृषि क्षेत्र में है उनके पास उपकरण हैं जो मूल रूप से अलग अलग मशीनरी हैं जिनका उपयोग ट्रैक्टर वगैरह की तरह किया जा सकता है जो कि सटीक कृषि और इन भारी मशीनरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि उनके द्वारा परंपरागत रूप से जॉन डीरे द्वारा उत्पादित किए जाते हैं तो ये मशीनरी विभिन्न सेंसरों और GPS जैसे विभिन्न अन्य उपकरणों से सुसज्जित हैं वास्तविक समय पर नज़र रखने के लिए इन मशीनों के समग्र स्वास्थ्य को समझने के लिए टेलीमैटिक्स समाधान उनके द्वारा तैनात किए जाते हैं और ये टेलीमैटिक्स समाधान रखरखाव के पूर्वानुमान में मदद कर सकते हैं और उनके पास बेल मोबाइल ऐप और उपज पूर्वानुमान के लिए किया जाता है उनके पास ट्रैक्टरों को स्मार्ट बनाने के लिए अलग अलग समाधान भी हैं उदाहरण के लिए उनके नेविगेशन में सहायता के लिए ट्रैक्टरों से जुड़े कुछ प्रकार के रिमोट कंट्रोल उपकरण हैं आजकल वे सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर तैयार करने के लिए भी काम कर रहे हैं यह सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर्स सेल्फ ड्राइविंग कार के समान है यहां एक सेवा के रूप में यह हवा है जो कि केजर कोम्प्रेसोरेन द्वारा काम किया जा रहा है यह एक कंपनी है जो एयर कंप्रेशर्स के निर्माण में है तो उनके एयर कंप्रेशर्स मूल रूप से सेंसर से लैस होते हैं आजकल इनमें से अधिकांश एयर कम्प्रेसर सेंसर से सुसज्जित हैं जो भविष्य की असफलताओं की भविष्यवाणी करते हैं और यह फिर से मूल रूप से डाउनटाइम को कम करने और रखरखाव लागत में कुछ बचत में मदद करेगा जो इस विशेष बाजार खंड में विशेष रूप से उच्च है इसलिए एयर एज ए सर्विस मूल रूप से है जहां उपयोगकर्ता इन कंपनियों के प्रति कंप्रेशर से प्रति क्यूबिक मीटर हवा का भुगतान करने में सक्षम हैं तो यह एक सुविधा है जो वे एयर एज ए सर्विस के रूप में प्रदान कर रहे हैं उपयोग की इकाइयों के आधार पर कंपनी राजस्व कमाती है RTI रियल टाइम इनोवेशन का प्रदर्शन किया जाता है या तो ऐज पर या क्लाउड पर ये डेटा और डेटा का विश्लेषण मूल रूप से उपयोगकर्ताओं को अभिनय और अलग अलग प्रदर्शन करने वाले अलग अलग कार्यों को एक स्मार्ट तरीके से करने में मदद करते हैं कोमात्सु क्रियाएं जो भविष्य कहनेवाला मशीन प्रदर्शन विश्लेषण द्वारा उच्च लाभ का कारण बन सकती हैं इसलिए वे पर्यावरण के मुद्दे को भी संबोधित कर रहे हैं जो मूल रूप से धूल कम करने के लिए और प्रज्वलन और संचालन में दृश्यता में सुधार इन मशीनरी के संचालन में दृश्यता में वृद्धि के लिए IoT समाधानों का उपयोग है उनकी मशीनरी इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं वे मूल रूप से रोबोटिक इंटरनेट से लैस हैं उनके पास सेल्फ ड्राइविंग ट्रक हैं जहां विभिन्न वायरलेस सेंसर हैं जो उनमें तैनात हैं खनन क्षेत्र की एक अन्य कंपनी रियो टिंटो है जिसमें दृश्य और सहयोग उपकरणों के साथ केंद्रीय नियंत्रण सुविधा है उनके पास वास्तविक समय की निगरानी और आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन की क्षमता है इसलिए उनके पास अलग अलग सिस्टम हैं स्वायत्त ढुलाई प्रणाली AHS जो स्वायत्त ट्रकों का एक बेड़ा है स्वचालित ड्रिलिंग सिस्टम ADS जो रिमोट संचालन में सक्षम बनाता है खनन स्पेस में ड्रेनिंग ड्रिलिंग में सक्षम बनाता है एक अन्य कंपनी स्टैनली ब्लैक एंड डेकर मोटर वाहन फिर कंप्यूटर घरेलू उपकरण दूरसंचार सौर पैनल आदि समाधान हैं फिर तेल और गैस उद्योग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले विश्वसनीय पाइपलाइन की निगरानी के लिए और उपकरणों के लिए बुनियादी ढांचे के समाधान के लिए जो निर्माण और रखरखाव में आवश्यक हैं वे धीरे धीरे हल्के वाहनों के स्थान में भी हैं उनके पास इको स्मार्ट इनोवेटिव समाधान है जो मूल रूप से ऊर्जा की आवश्यकता और समग्र कार्बन छाप को कम करने में मदद करता है शेल दुनिया भर में एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी है यह तेल और गैस क्षेत्र तेल और गैस की आपूर्ति में है और उन्होंने अब खुद को पहले से स्मार्ट समाधान में बदल दिया है उनके पास तेल और गैस की आपूर्ति के लिए स्मार्ट समाधान हैं उनके पास डिजिटल ऑइलफ़ील्ड है जहाँ मूल रूप से आपके पास विभिन्न सेंसरों की संख्या होती है जो सुसज्जित होते हैं जो मूल रूप से इन विभिन्न मशीनरी में तैनात होते हैं जो कि तेल और गैस में उपयोग किए जाते हैं तो उनके पास स्मार्ट वाल्व स्मार्ट पंप आदि भी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से तेल को पंप करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें ये विभिन्न मशीनरी तैनात हैं नॉर्थ स्टार ब्लूस्कोप यह कंपनी औद्योगिक सुरक्षा स्थान में है उद्योग संबंधी कार्य संबंधित मौतें बहुत आम हैं और हर दिन बढ़ रही है इसलिए यहां उद्योग में अलग अलग दुर्घटनाओं के कारण हर 15 सेकंड में एक मौत होती है इसलिए यह विशेष कंपनी स्मार्ट पहनने योग्य सुरक्षा उपकरणों के साथ आने पर काम कर रही है जिसका उपयोग औद्योगिक श्रमिकों द्वारा औद्योगिक सुरक्षा में सुधार के लिए किया जा सकता है मयर्क्स समाधान हैं मैग्ना स्टेयर उत्पादन प्रणाली उनके द्वारा विकसित की जाती है जो सटीकता मापनीयता विश्वसनीयता प्राप्त करने में मदद कर सकती है और गतिशील आवश्यकताओं के संदर्भ में परिवर्तन करने में भी सक्षम हो रही है और उनके पास कारखाने की पूर्ण स्वायत्तता भी है उनके पास मनुष्यों मशीनों और संसाधनों का एक नेटवर्क है उनके पास ड्राइवर सहायता प्रणाली वैकल्पिक ऊर्जा भंडारण प्रणाली हल्के डिजाइन और शामिल होने की प्रणाली जैसे समाधान हैं गेहरिंग कनेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में है यहां उनके पास अलग अलग विनिर्माण प्रणालियां हैं जो इंटरनेट से लैस हैं ये सेंसर से लैस हैं और ये सिस्टम मूल रूप से वास्तविक समय में वे बहुत सारे डेटा देते हैं वे बहुत सारे डेटा को स्ट्रीम करते हैं इसलिए उनके पास वास्तविक समय में ग्राहकों के लिए लापता कार्यक्षमता का स्मार्ट प्रक्षेपण है जो मूल रूप से ग्राहकों को वास्तविक समय में जानने में मदद करता है कि इन विभिन्न प्रणालियों के साथ क्या हो रहा है तो यह मूल रूप से दक्षता में सुधार और सटीकता में सुधार करने में मदद करता है बॉश के पास विभिन्न भागों मशीन भागों और अन्य सामानों के ट्रैकिंग और अनुरेखण के लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट समाधान है तो ये मूल समाधान जो उनके पास है वह भी सेंसर से लैस है और वे ये उपकरण और भाग हो सकते हैं जिनको ट्रैक किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है खोज समय में कमी है और गलत टूल का उपयोग करने के लिए जोखिम है इसलिए मूल रूप से उनके समाधान परिसंपत्ति प्रबंधन कार्य प्रबंधन विनिर्माण प्रक्रियाओं में सुधार करने में मदद करेंगे क्योंकि सब कुछ एकीकृत है इसका एकीकृत विनिर्माण है उनके पास सेवा समाधान के रूप में एक उपकरण भी है जो एक नया व्यापार मॉडल है जो उत्पादकता की दक्षता में सुधार करने सुरक्षा बढ़ाने और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है कूका एक कंपनी है जो कनेक्टेड रोबोटिक्स डोमेन में है इसलिए उनके पास सिस्टम हैं जो जुड़े हुए रोबोट हैं जिनका उपयोग विनिर्माण प्रक्रिया में सुधार के लिए किया जा सकता है इसलिए विनिर्माण के लिए लगने वाले समय में सुधार होगा तो उनके पास जुड़े हुए रोबोटिक्स के उपयोग के द्वारा सुपर फास्ट विनिर्माण प्रक्रियाएं हैं और यह कूका वास्तुकला है उनके पास ये सभी अलग अलग सेंसर बहुत नीचे हैं फिर मिडलवेयर और फॉग नोड है मूल रूप से फॉग नोड एक है जो डेटा को ले जाएगा और इसे स्थानीय रूप से स्रोत के करीब संसाधित करेगा स्रोत के करीब का मतलब सेंसर के करीब होगा और अन्य सभी डेटा अलग अलग एनालिटिक्स आदि का प्रदर्शन करने के लिए क्लाउड पर भेजे जाने वाले हैं तो उनके पास बुनियादी ढांचे के संयोजन के रूप में सेवा है और सॉफ्टवेयर के रूप में सेवा समाधान है इसके साथ ही हम इस लेक्चर का अंत करते हैं तो ये इन रेफरेंसेस में से कुछ हैं जिनका उपयोग किया जाता है और इसलिए हमने उद्योगों में अलग अलग समाधानों के बारे में यहां जाना है और अगर आप रुचि रखते हैं तो यह इन विभिन्न समाधानों का एक आकर्षण केवल एक झलक थी जो विभिन्न उद्योगों में हैं और इनमें से कई कार्यों में हैं उद्योग धीरे धीरे दो उद्योग 40 को बदल रहे हैं और ये कार्य में हैं इसलिए यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया इन कंपनियों की वेबसाइट पर जाने के लिए उनके सिस्टम के बारे में उनके स्मार्ट सिस्टम आदि के बारे में अधिक जानने के लिए स्वतंत्र महसूस करें इसलिए इनके अलग अलग रेफरेंसेस है और इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं